हम इस PSW रजिस्टर द्वारा बैंक चयन को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए इस प्रोसेसर की स्थिति को बाद में रजिस्टर पर देखें लेकिन क्या होता है कि आपको 8051 में व्यक्तिगत बिट सेट रीसेट प्रकार के निर्देश मिल गए हैं यह बैंक चयन PSW के दो बिट्स 3 और 2 द्वारा किया जाता है जब ये बिट्स 00 होंगे तो यह बैंक 0 का चयन करेगा यदि ये 2 बिट्स 01 हैं तो बैंक 1 का चयन करेगा इसलिए 10 बैंक 2 का चयन करेगा और 11 बैंक 3 का चयन कर सकता है तो आप बस SETB PSW 02 जैसे निर्देश दे सकते हैं तो यह PSW 2 के बिट की स्थापना करेगा फिर यदि आप clear बिट PSW डॉट 3 का उपयोग करते हैं तो हम इन बिट को 0 और इन बिट को 1 के रूप में सेट कर रहे हैं इसलिए प्रभावी रूप से मैं बैंक 1 का चयन कर रहा हूं इसलिए इस तरह से हम बैंकों के बीच चयन या स्विच करने के लिए इस PSW बिट सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं तो आगे हम इस बिट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन पर ध्यान देंगे तो 128 बिट्स स्थान हैं जो व्यक्तिगत रूप से एक्सेस किए जा सकते हैं उनका भौतिक मेमोरी पता 20 से 2F है तो 20 को स्थान पता 00 दिया गया है इसलिए यह बिट संख्या सेट बिट 0 का उपयोग करके सेट की गई है इसलिए यदि आप SETB 0 जैसा कुछ लिखते हैं तो यह विशेष बिट 1 के समान सेट किया जाएगा यदि आप SETB 5 कहते हैं तो यह विशेष बिट 1 पर सेट हो जाएगा तो इस तरह हम 8051 निर्देश में अलग अलग बिट्स तक पहुंच सकते हैं इसलिए हम उन्हें बाद में विस्तार से देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं कि MOV C 1AH यह क्या करेगा यह C कैरी फ्लैग के लिए खड़ा है यदि आप यहां से गणना करते हैं तो यह स्थान 1A बन जाता है यह विशेष बिट पता 1A है तो इस कैरी को इस विशेष बिट 1A का मूल्य मिलेगा तो अगर इस बिट को 0 कहा जाता है तो कैरी को 0 मिलेगा यदि यह बिट 1 है तो कैरी फ्लैग को 1 मिलेगा तो आप इस फैशन में भी वही लिख सकते हैं तो 232 यह मेमोरी लोकेशन 23 और बिट नंबर 2 है इसलिए बिट नंबर 2 जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं तो यह भी एक अन्य तरीका है जिसके द्वारा हम व्यक्तिगत बिट्स तक पहुंच सकते हैं इस प्रकार हमें 00 से 7F RAM स्थान तक बिट पते मिले हैं कुल 128 स्थान हम बिट एड्रेसिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं तो वे बहुत उपयोगी हैं हमारे द्वारा एम्बेडेड अनुप्रयोगों में कई इंटरफेस की तरह उन्हें एक डिजिटल इनपुट आउटपुट मिला है और इन डिजिटल इनपुट आउटपुट को एकल बिट इनपुट कहा जा रहा है इसलिए उन्हें बहुत आसानी से इन स्थानों के साथ जोड़ा जा सकता है फिर हम विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर में देखेंगे कई विशेष कार्य रजिस्टर हैं जिनकी पता सीमा 80 से FFH है तो वे प्रत्यक्ष पते के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए हमें डेटा रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर मिल गए हैं इसलिए वे अलग अलग संदर्भों में प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग किया गया है जैसा कि मैंने कहा कि 8051 पहले ही टाइमर काउंटरों फिर सीरियल पोर्ट्स फिर इंटरप्ट मैकेनिज्म में निर्मित हो चुका है फिर 8051 के कुछ उन्नत संस्करण में AD कन्वर्टर्स DA कन्वर्टर्स भी एकीकृत हो गए हैं इसलिए उन परिधीयों को नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त रजिस्टरों की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग उनकी स्थिति को नियंत्रित करने और जांचने के लिए किया जाता है इसलिए हम देखेंगे कि कई नियंत्रण रजिस्टर हैं इसलिए हमारे पूरे व्याख्यान में हम पाएंगे कि ऐसे कई नियंत्रण रजिस्टर का उल्लेख किया जाएगा यह 30 से 7F मूल रूप से रैम स्पेस है तो आप कुछ अस्थायी डेटा स्टोर कर सकते हैं और आप उन्हें स्टैक के लिए भी उपयोग कर सकते हैं तो ये सब किया जा सकता है तो क्या हो रहा है तो चिप मेमोरी पर इस 8051 के समग्र सारांश को देखें आप देखें कि यदि आप 00 से शुरू करते हैं तो पहले हमें रजिस्टर बैंक 00 से 1F मिला है पहले हमारे पास डिफ़ॉल्ट रजिस्टर बैंक R0 से R7 फिर बैंक 1 बैंक 2 और बैंक 3 मौजूद है फिर 0 से 2F तक हमें यह बिट एड्रेसेबल स्थान मिल गए हैं उसके बाद 30 से 7F तक हमें यह सामान्य उद्देश्य रैम मिला है यह स्क्रैच पैड की तरह है लेकिन वे बिट पते योग्य नहीं हैं वे केवल बाइट पते योग्य हैं लेकिन हम उन्हें वहां कुछ 8 बिट मूल्यों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं अब यदि आप 80H से स्मृति स्थान देखते हैं तो क्या होता है कि आपको विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर मिला है तो कुछ विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर पोर्ट की तरह हैं आपको याद है कि 8051 में 4 पोर्ट हैं जो P0 P1 P2 P3 हैं तो P0 पता 80 से जुड़ा है तो P1 पता 90 P2 A0 से जुड़ा हुआ है और P3 B0 से जुड़ा है तो हमें ये पोर्ट मिल गए हैं जो मेमोरी लोकेशन से जुड़े हैं आपके निर्देशों में इसलिए आप या तो port0 कह सकते हैं या आप मेमोरी लोकेशन 80 कह सकते हैं वे सभी समान हैं आप P1या मेमोरी लोकेशन 90 कह सकते हैं वे सभी समान हैं अब यह स्टैक पॉइंटर 81 स्थान पर है 82 या तो DPL है और 83 DPH है इसलिए यह DPH DPL जोड़ी है इसलिए यह DPTR बाहरी मेमोरी एक्सेस के लिए रजिस्टर करता है और वे बिट एड्रेसेबल नहीं होते हैं तो आप देखते हैं कि ये स्थान बिट पता योग्य नहीं हैं तब यह स्थान प्रलेखित नहीं है 87 PECON रजिस्टर है इसलिए यह बिजली नियंत्रण के लिए है तो आप इस PCON बिट्स को तदनुसार सेट करके 8051 पावर डाउन मोड में रख सकते हैं फिर यह TCON एक और रजिस्टर है जो टाइमर नियंत्रण और व्यवधान नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है तो TMOD टाइमर मोड नियंत्रण के लिए है फिर यह TL0 TL1 TH0 TH1 टाइमर के लिए हैं तो यह TL0 और TH0 टाइमर 0 के टाइमर मूल्य को धारण करते हैं और TL1 और TH1 टाइमर 1 में वर्तमान समय मूल्य रखते हैं फिर यह SCON रजिस्टर सीरियल संचार नियंत्रण के लिए है तो इस बिट का क्या मतलब है हम उन्हें बाद में देखेंगे जब हम इस अलग हिस्से में जाएंगे फिर S बफ भी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है और क्या होता है कि अगर आप कुछ सीरियसली ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आपको इस SCON को ठीक से सेट करने के बाद S बफ में कॉपी करना होगा इसलिए यदि आप इसे एस बफ़ में कॉपी करते हैं तो को सीरियल बिट के माध्यम से और TXD RXD लाइनों के माध्यम से भेजा जाएगा तब यह P2 है यह इंटरप्ट इनेबल्ड रजिस्टर है और इसे इंटरप्ट इनेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हम बाद में फिर से देखेंगे फिर IP रुकावट प्राथमिकता है तो आप 8051 में विभिन्न व्यवधानों की प्राथमिकताओं को संशोधित कर सकते हैं इस 2 टाइमर की तरह कई व्यवधान हैं इसलिए वे व्यवधान दे सकते हैं फिर सीरियल ट्रांसमिशन यह भी एक और रुकावट उत्पन्न कर सकता है तो हमें यह INT0 और INT1 पिन मिल गया है इसलिए वे व्यवधान भी उत्पन्न कर सकते हैं तो इस तरह से हमें रुकावट के कई स्रोत मिले हैं और इन रुकावट प्राथमिकताओं को संशोधित किया जा सकता है एक डिफ़ॉल्ट प्राथमिकता है लेकिन इसके अलावा आप प्राथमिकता को संशोधित भी कर सकते हैं फिर यह PSW प्रोसेसर स्टेटस शब्द है तो इस D0 से D7 में उन्हें कुछ विशेष अर्थ मिला है जब हम PSW रजिस्टर में जाते हैं तो हम देखेंगे इस accumulator ACC को E0 से E7 मिला है ये पते हैं तो आप एक 8 बिट पैटर्न के रूप में accumulator में यह मान प्राप्त कर सकते हैं या आप व्यक्तिगत बिट्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि बिट संख्या P0 स्थान 80 पर है इसलिए बिट संख्या का प्रतिनिधित्व 80 81 82 83 84 से 87 तक किया जाता है उसके बाद TCON बिट एड्रेसेबल है और यह 88 पर शुरू होता है और बिट नंबर भी 88 से शुरू होता है इस प्रकार जब भी हम 8 की सीमा पर होते हैं तो उस बिंदु पर हमें यह बिट एड्रेस करने योग्य सुविधा मिल जाती है हमें स्थान 80 पर बिट एड्रेसबिलिटी मिल गई है फिर हमें 88 पर बिट एड्रेस की क्षमता मिल गई है फिर 90 पर फिर 98 फिर A0 A8 B0 B8 तो C0 बेशक नहीं है तो हमें यह D0 मिल गया है तो B8 के बाद आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं है तो B8 से BF अगर हम कहें तो C0 जैसा कुछ नहीं है तो यह D0 से D7 और फिर E0 से E7 तक शुरू होता है तो बिट संख्या समान हैं तो ये बाइट एड्रेस हैं और ये बिट नंबर वे बिट एड्रेस हैं तो यह विशेष फ़ंक्शन मेमोरी हम इसे केवल एक बार और समीक्षा कर सकते हैं तो यह 80 P0 के लिए है तो यह 90 P1 के लिए है तो यह B0 P3 के लिए है तो A0 P2 के लिए है फिर यह SP 81 पर है DPL 82 पर है तो वही आरेख जो हमने पहले किया था तो यह यहाँ एक और फैशन में दिखाया गया है हम कहते हैं कि सक्रिय बैंक का चयन PSW RS1 और RS0 बिट्स द्वारा किया जाता है तो इस रजिस्टर बैंक का चयन करें 1 और रजिस्टर बैंक का चयन करें 0 बिट्स तो यह रुकावट सेवा दिनचर्या में संदर्भ स्विचिंग की अनुमति देगा इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि आप संदर्भ को बहुत तेजी से बदल सकते हैं इसलिए उन सभी रजिस्टरों को संग्रहीत किए बिना जो ISR उपयोग करने जा रहे हैं आप बस बैंक में स्विच कर सकते हैं यदि आप एक नीति का पालन करते हैं कि सभी मुख्य व्यवधान सेवा रूटीन रजिस्टर 2 का उपयोग कर रहे हैं और मुख्य दिनचर्या रजिस्टर बैंक 0 का उपयोग कर रहे हैं तो इस तरह से रजिस्टरों की बचत में कोई भ्रम नहीं है तो यह आवश्यक नहीं है तो आप सिर्फ रजिस्टर बैंक स्विच कर सकते हैं तो यदि आप इस RS1 और RS0 को सेट करते हैं तो यह बिट RS0 है और यह बिट RS1 है तो PSW 3 और PSW 4 RS1 और RS0 है इसलिए पहले हमने कहा कि यह 2 और 3 है लेकिन यह वास्तव में 3 और 4 है तो PSW 3 RS0 बिट है और PSW 4 RS1 बिट है तो ये दो बिट्स 00 हैं तो यह रजिस्टर बैंक 0 तक पहुंच जाएगा और यदि यह 01 है तो रजिस्टर बैंक 2 तक पहुंच जाएगा और संबंधित पते 00 से 07 हो जाएंगे इसलिए यदि आप MOV A R3 जैसे निर्देश लिख रहे हैं तो यह मौजूदा register बैंक चयन पर निर्भर करता है इसलिए यह किसी एक स्थान पर पहुंच जाएगा इसलिए यदि वर्तमान रजिस्टर बैंक 0 है तो R3 बैंक 0 में स्थान होगा और पते पर यह 03 होगा तो नंबर R0 के साथ रजिस्टर शुरू होता है इसलिए यदि आप R3 कहते हैं तो हमारे पास R3 के लिए संबंधित मेमोरी लोकेशन 03 है तो यह निर्देश मेमोरी लोकेशन 03 की सामग्री को accumulator A पर कॉपी कर देगा दूसरी ओर रजिस्टर बैंक 0 के बजाय यदि आप रजिस्टर बैंक 2 प्रदान कर रहे हैं तो MOV A R3 मेमोरी लोकेशन 13 की सामग्री को संचायक ए में कॉपी करने जा रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस रजिस्टर बैंक चयन के आधार पर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं MOV A R3 की तरह लिखने के बजाय आप MOV A 3 की तरह लिख सकते हैं इसलिए जब आप A 3 कहते हैं तो रजिस्टर बैंक प्रश्न में नहीं होता है तो इस मामले में यह इस पर अमल करेगा जब आप MOV निर्देश लिख रहे होते हैं तो आप इस रूप में MOV A R3 को उस रूप में लिख सकते हैं जो उस मामले में रजिस्टर बैंक चयन पर निर्भर करता है यह या तो स्थान संख्या 3 या स्थान 13 तक पहुंच जाएगा जैसा कि हमारे उदाहरण में दिखाया गया है हालाँकि यदि आप निर्देश का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि A 3 तो आपका बैंक सेलेक्शन जो भी हो यह मेमोरी लोकेशन की सामग्री को 3 से A में ले जाएगा तो यह रजिस्टर बैंक स्वतंत्र है तो इस तरह से हमारे पास ये रजिस्टर बैंक उपयोगी हो सकते हैं इसके अलावा हमें यह P बिट के रूप में मिला है तो समरूपता में विषम या सम संख्या वालों को इंगित करने के लिए प्रत्येक निर्देश साइकिल पर हार्डवेयर द्वारा बिट सेट किया जाता है तो यह समता जाँच के लिए उपयोगी हो सकता है फिर यह झंडा है उपयोगकर्ता वहां कुछ मान डाल सकता है तो यह भी बिट पता योग्य है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो आप इसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं तो आप इसे 1 बिट स्थान के रूप में उपयोग कर सकते हैं फिर यह OV ओवरफ्लो झंडा है तो यह RS 0 और 1 है इसलिए यह रजिस्टर बैंक चयन के लिए है F0 सामान्य प्रयोजन के रूप में उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है तो आप इसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं फिर यह AC auxiliary कैरी है जब आप अतिरिक्त संचालन या घटाव ऑपरेशन कर रहे हैं यदि बिट संख्या 3 कैरी से बिट नंबर 4 की ओर उत्पन्न होता है तो यह auxiliary कैरी सेट हो जाएगा कैरी फ्लैग CY है अगर समग्र 8 बिट जोड़ या घटाव प्रकार का ऑपरेशन एक कैरी जनरेट करता है तो यह कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा तो यह PSW रजिस्टर है अब अन्य रजिस्टर जो हमारे पास 8051 में है वह A या accumulator है इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है जो हमारे पास है और ये सभी अंकगणितीय लॉजिक ऑपरेशंस A रजिस्टर को स्रोत के साथ साथ गंतव्य के रूप में भी उपयोग करेंगे आपके पास एक निर्देश हो सकता है जैसे कि ADD A B तो उस स्थिति में A और B रजिस्टर की सामग्री को जोड़ा जाएगा और मूल्य A रजिस्टर में संग्रहीत किया जाएगा तो ADD B A कहने जैसा कोई निर्देश नहीं है तो यह वहाँ नहीं है इसलिए सभी निर्देशों में A पहले ऑपरेंड के रूप में होगा अब स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि हम इस A का अलग से उल्लेख क्यों करते हैं तो यह ADD A वास्तव में पूर्ण mnemonic है जिसे आप कह सकते हैं इसलिए अधिकांश निर्देश आपको यह पाएंगे कि हालांकि हम A का उल्लेख अलग से कर रहे हैं लेकिन यह केवल मानवीय समझ के लिए है जहां तक मशीन का संबंध है इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कहते हैं आपके पास ADD के बाद आपके पास कोई अन्य रजिस्टर नाम नहीं हो सकता है जो कि A होना चाहिए इस प्रकार accumulator हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टरों में से एक है फिर हमें यह B रजिस्टर मिल गया है यह एक और बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर है फिर PSW प्रोग्राम स्टेटस शब्द है SP स्टैक पॉइंटर है तो हमें यह प्रोग्राम काउंटर मिल गया है DPTR या डेटा पॉइंटर है इसलिए प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस के लिए यह इस प्रोग्राम काउंटर के माध्यम से जाएगा और डेटा मेमोरी एक्सेस के लिए यह डेटा पॉइंटर द्वारा जाएगा बाहरी मेमोरी एक्सेस के लिए यह DPTR का उपयोग करेगा आंतरिक मेमोरी एक्सेस के लिए यह प्रोग्राम काउंटर या कुछ पतों का उपयोग करेगा लेकिन बाहरी मेमोरी एक्सेस और बाहरी डेटा मेमोरी एक्सेस के लिए तो यह DPTR रजिस्टर का उपयोग करेगा इसलिए इसके अलावा हमें मेमोरी इंटरफ़ेस के संदर्भ में ये विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर मेमोरी मिले हैं तो यह पता जनरेटर पता डेटा तब नियंत्रण लेकिन ये लाइनें वास्तव में चिप के लिए सभी आंतरिक हैं क्योंकि इस तरफ मैं कुछ मेमोरी चिप कनेक्ट कर रहा हूं और उस मेमोरी में आंतरिक भी होगा तो यह यहाँ नहीं दिखाया गया है तो स्पष्ट रूप से लेकिन यह वैसे भी यहाँ है इसलिए अगला हमारे पास मौजूद रजिस्टरों को संक्षेप में प्रस्तुत करना है हमें रजिस्टर A और B मिला है साथ ही रजिस्टर R0 टू R7 को परिभाषित किया गया है और वे सभी 8 बिट रजिस्टर हैं महत्वपूर्ण 16 बिट रजिस्टर DPTR और PC जैसे हैं तो DPTR को 2 8 बिट रजिस्टर DPH और DPL माना जा सकता है और यह PC 16 बिट रजिस्टर है इसलिए 8051 के इन assembly language निर्देशों की ओर जाते समय हम उन्हें विभिन्न कोणों से देख सकते हैं जैसे डेटा ट्रांसफर निर्देश फिर एड्रेसिंग मोड जिसमें यह डेटा एक्सेस किया जाता है फिर डेटा प्रोसेसिंग निर्देश जैसे अंकगणितीय और तर्क संचालन और JUMP और CALL जैसे कुछ प्रोग्राम फ्लो निर्देश हो सकते हैं जो प्रवाह के व्यक्तिगत संचालन को नियंत्रित करेंगे प्रोग्राम तो पहली श्रेणी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है तो एक निर्देश शायद गंतव्य कॉमा स्रोत के मूल्य को स्थानांतरित करने जैसा है इसलिए गंतव्य को स्रोत का मूल्य मिलता है तब हमें PUSH बाइट और POP बाइट्स जैसे स्टैक निर्देश मिले हैं तो स्टैक पॉइंटर को बढ़ाएं जब यह स्टैक पर बाइट को स्थानांतरित करता है और पॉप बाइट स्टैक को बाइट को स्थानांतरित करेगा और फिर यह स्टैक पॉइंटर को घटाएगा तो यह इस तरह है मुझे लगता है कि सर्वर हैं हमारे पास MOV A R1 जैसा एक निर्देश है जो R1 मान को A में ले जाएगा तब हमारे पास MOV A 3 जैसे निर्देश हो सकते हैं तो स्मृति स्थान 3 सामग्री A पर आ जाएगी इसलिए यह हमेशा आंतरिक मेमोरी के साथ होती है तो यह बाहरी मेमोरी तक नहीं पहुँचता है फिर हमारे पास स्टैक निर्देश हैं जो इस तरह हैं तो आपके पास PUSH 5 जैसे निर्देश हो सकते हैं इसलिए यह मेमोरी लोकेशन 5 की सामग्री को स्टैक पर धकेल देगा जैसा कि हम जानते हैं कि मेमोरी लोकेशन 5 वास्तव में बैंक नंबर 0 के रजिस्टर R5 से मेल खाती है इसलिए यह रजिस्टर 5 की सामग्री को स्टैक पर उपलब्ध कराएगा बशर्ते आप रजिस्टर बैंक 0 का उपयोग कर रहे हों सलिए यदि आप कुछ अन्य रजिस्टर बैंक का उपयोग कर रहे हैं तो तदनुसार इस संख्या को संशोधित करना होगा लेकिन हम PUSH R5 की तरह नहीं लिख सकते तो यह संभव नहीं है तो हमें सीधे बाइट का पता बताना होगा और इस तरह से इसे करना होगा फिर एक एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन XCHG A byte है जिसका उपयोग कुछ बाइट के साथ accumulator के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है तो यह accumulator और बाइट का आदान प्रदान करेगा तो यह accumulator और बाइट के निबल्स का आदान प्रदान करेगा इसलिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे जैसे MOV A 0 कहें तो जब भी हम A डालते हैं तो ज्यादातर असेम्बलर्स इसे तत्काल मूल्य के रूप में लेंगे यदि आप इस हैश को नहीं रखते हैं तो मेमोरी लोकेशन 0 की सामग्री रजिस्टर A में कॉपी हो जाएगी लेकिन जब आप इसे डालेंगे हैश तत्काल मान 0 A रजिस्टर में आ जाएगा फिर हमारे पास MOV R411hex जैसे निर्देश हैं यह मान 11hex को रजिस्टर R4 में कॉपी करेगा यदि निर्देश है MOV B11 तो इस मामले में दशमलव 11 को B रजिस्टर में रखा जाएगा फिर से यह सम्मेलन अधिकाँश असेंबलरों द्वारा किया जाता है कि यदि आप H द्वारा संख्या का अनुसरण करते हैं तो इसे हेक्साडेसिमल संख्या के रूप में लिया जाएगा यदि आप कुछ नहीं लिखते हैं या यदि आप संख्या के बाद d लिखते हैं तो इसे दशमलव के रूप में लिया जाएगा आप उस DPTR को इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं तो आप MOV DPTR7521 की तरह राइट कर सकते हैं तो यह 75 उस DPH रजिस्टर में जाएगा और 21 DPL रजिस्टर में जाएगा परिणामस्वरूप इस DPTR का मान 7521 होगा तो यह बात A को 0 हो जाती है इसलिए यहाँ R4 को पैटर्न 11 Hex मिलता है और इस मामले में यह संख्या 11 दशमलव देता है और इस मामले में DPTR को 7521 Hex प्राप्त होता है तो हम इसे इस प्रारूप में भी कह सकते हैं जैसे कि MOV DPTR MyData इसलिए MyData कहाँ है तो यह डीबी के रूप में परिभाषित किया गया है इसे फिर से कई assembler में कुछ जगह के रूप में उपयोग किया जाता है जिस पर आप कुछ निरंतर डेटा को परिभाषित कर सकते हैं तो ORG स्टेटमेंट का अर्थ है कि assembler प्रोग्राम को असेंबल करना शुरू कर देगा उस पते के स्थान से आगे तो यह केवल assembler को बता रहा है कि अगला प्रोग्राम अगला निर्देश या डेटा जो कुछ भी है उसे इस विशेष पते के बाद में रखा जाएगा तो अगर यह स्मृति है तो आप कह सकते हैं कि मेमोरी स्थान पर 200 के बाद यह डेटा मौजूद होगा तो I को यहां 200 पर रखा जाएगा फिर N को 201 पर रखा जाएगा फिर यह D 202 स्थान पर है तो इस तरह से संख्याओं को संग्रहीत किया जाएगा कि व्यक्तिगत वर्ण समाप्त हो जाएंगे तो DB बाइट को परिभाषित करने के लिए खड़ा है तो यह MyData DB INDIA इस 5 बाइट स्पेस में परिभाषित किया जाएगा 5 बाइट डेटा स्थान 200 से शुरू होता है जब आप कहते हैं कि MOV DPTRMyData तो यह MyData जहाँ भी लिखा जाता है इस मामले में यह 200 है 200 की सामग्री को MyData में स्थानांतरित कर दिया जाएगा हमारे पास यह DPTR 7521 हो सकता है इसलिए इसे MOV DPL 21H और MOV DPH 75 H की तरह भी निष्पादित किया जा सकता है यह गणना EQU 30 की तरह MOV निर्देश का दूसरा तरीका है तो EQU एक और assembler निर्देश है इसलिए जहां मैं एक निरंतर count को परिभाषित कर रहा हूं जिसका मान 30 के बराबर है तो MOV R4count निर्देश निर्देश MOV R430 के समान है तो यह EQ एक अन्य है जो शेष प्रोग्राम को के बारे में बताता है मैं इस प्रतीक को इस नाम count का उपयोग कर सकता हूं और प्रोग्राम को असेंबल करते समय या प्रोग्राम के लिए मशीन कोड उत्पन्न करते हुए जहां भी यह शब्द count पाता है यह वहां के मान 30 से बदल जाएगा तो यह आंदोलन करने का एक और तरीका है यह एक तरीका है और यह भी एक और तरीका है जिस पर इस DPTR को इनिशियलाइज़ किया जा सकता है अगर DPTR को इस पते को 200 कहना है तो यह इस तरह से किया जा सकता है इसलिए हम इस संख्या को इस निरंतर India के रूप में परिभाषित करते हैं और इसे MyData नाम देते हैं इसलिए बाद में जब मैं हैश मिथक लिख रहा हूं तो यह मूल रूप से MyData का मूल्य है और MyData का मूल्य कुछ भी नहीं है लेकिन डेटा कहाँ से शुरू होता है इसका पता तो इस तरह इस DPTR को उस मामले में 200 का मूल्य मिलेगा